मेंडेलियन जेनेटिक्स पर व्याख्यान के सेट पर आपका स्वागत है हमने देखा कि कई बीमारियों का आनुवंशिक आधार होता है उदाहरण के लिए हमारे देश में सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल रोग बीटा थैलेसीमिया डाउन सिंड्रोम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की कमी से सभी आनुवंशिक रोग हो रहे हैं और अमेरिका जैसे अन्य देशों में सिस्टिक फाइब्रोसिस एक व्यापक रूप से होने वाली आनुवंशिक विकार है इसी तरह हंटिंगटन रोग Huntington's disease और अचोंड्रोप्लासिया और इसी तरह आगे ये केवल उदाहरण हैं हमारा कुल उद्देश्य यह था कि यदि हम बच्चे के विकार को इनहेरिट के चांसेस की भविष्यवाणी कर सकते हैं तो माता पिता को अपने बच्चे को संभालने के लिए बेहतर तरीके से सूचित किया जा सकता है हमें काफी कुछ पता है की जानकारी किस तरह इन्हेरिटिड होती है या विशेषताओं इन्हेरिटिड होती है जबकि इस तरह के उद्देश्य के लिए मेंडेलियन जेनेटिक्स के सिद्धांत जो एक सदी पहले या एक सदी से भी पहले विकसित किए गए थे वे उपयोग करने के लिए बहुत सुविधाजनक हैं और यही कारण है कि हम मेंडेलियन जेनेटिक्स को यहां देख रहे हैं मैंने इस वीडियो को आपको बताया था कृपया इस वीडियो को देखेंयदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है थोड़ा लंबा लेकिन मेंडलMendel's के प्रयोगों और सिद्धांतों पर एक बहुत अच्छा वीडियो इससे पहले कि हम मेंडेल के प्रयोगों में जाएं हमें आनुवांशिकी के संदर्भ में आजकल जो भी शब्दावली का उपयोग करते हैं उसे मैप करने की आवश्यकता है समकक्ष शब्दावली से जो इन्हेरिटन्स के मेंडेलियन विश्लेषण के साथ जाती है उदाहरण के लिए हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस लिया था और हमने कहा कि क्लोराइड ट्रांसपोर्टर की उपस्थिति यह प्रकृति में आणविक है यह कोई लंबा और छोटा हो सकता है और इसी तरह आगे भी हो सकता है और हमने कहा कि यह एक कैरिक्टर था जो कि इनहेरिटेबल है जो एक हेरिटबल विशेषता थी और क्लोराइड ट्रांसपोर्टर की उपस्थिति यह दो प्रकार का हो सकता है अगर क्लोराइड ट्रांसपोर्टर के लिए झिल्ली प्रोटीन कार्यात्मक है तो यह ठीक है यदि क्लोराइड ट्रांसपोर्टर के लिए झिल्ली ट्रांसपोर्टर कार्यात्मक नहीं है तो हमें रोग हो जाता है इसलिए दो ट्रेट हैं फ़ंक्शनेलिटी और नॉन फ़ंक्शनेलिटी और ये दो ट्रेट इस कैरिक्टर के वेअर्इअन्स हैं और यही यहां की शब्दावली है दूसरे शब्दों में क्लासिक शब्दावली के संदर्भ में लंबा और छोटा ये कैरिक्टर की ऊँचाई के ट्रेट हैं तब हमने कहा था कि प्रत्येक ट्रेट हॉमॉलॅगॅस क्रोमोसोम पर दो एलील द्वारा निर्धारित होता है जो कि जीन के समतुल्य होते हैं उदाहरण के लिए यह TT Tt tT या tt द्वारा निर्धारित किया जा सकता है जो इन दो लोको पर क्या मौजूद है लोकस यहाँ हॉमॉलॅगॅस क्रोमोसोम के इन दो loci पर निर्भर करता है यदि दोनों कैपिटल Ts मौजूद हैं तो क्लोराइड ट्रांसपोर्टर के लिए झिल्ली प्रोटीन कार्यात्मक है यदि उनमें से कम से कम एक कैपिटल T है तो यह कार्यात्मक है यदि दोनों छोटे हैं तो यह गैर कार्यात्मक है यह एक आणविक पहलू के बीच की मैपिंग है जिसे हम आजकल पुराने समय मेंडेलियन समय के बारे में जानते हैं जब इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और इनहेरिटेंस को समझाने के लिए इस तरह के मॉडल के साथ आना बहुत ही सुखद है और जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक साधारण सन्निकटन है तरह तरह के अलग रोग हैं जो इस सन्निकटन का पालन नहीं करते हैं हम पहले इस सन्निकटन पर ध्यान देंगे जो बहुत उपयोगी है और फिर मैं आपको भिन्नता दिखाने के लिए इसका विस्तार करूंगा मुझे लगता है कि यह वह है जहां हम पिछली बार रुके थे इसलिए इस लेक्चर के लेक्चर मेटेरियल के साथ आगे बढ़ते हैं हम समीक्षा करने जा रहे हैं हम मेंडल Mendel's के कुछ काम देखने जा रहे हैं फिर से मुझे इस वीडियो को देखने पर जोर देना चाहिए मेंडल ने मटर के पौधों के साथ इनहेरिटेंस के सिद्धांतों की खोज करने के लिए काम किया आप जानते हैं पहला लेक्चर परिचयात्मक लेक्चर मैंने इसके लिए कुछ अध्ययन करने के लिए कहा था कुछ का अध्ययन क्योंकि हम अपने आस पास मौजूद किसी चीज़ को समझना चाहते हैं यह अध्ययन एक ऐसा ही प्रकार था और इस पर गौर करें कि यह कहां ले जा रहा है मेंडल के काम पर वापस आते हुए मेंडल ने सात कैरिक्टर का अध्ययन किया जिनमें से प्रत्येक में दो ट्रेट थे उन्होंने जिन कैरिक्टर का अध्ययन किया वे फूल के रंग बीज का रंग बीज का आकार फली का रंग फली की आकृति तने की लंबाई और फूल की स्थिति थे आगे चलते हैं यह देखने के लिए और समझाने के लिए और इन कैरिक्टर फूल का रंग बीज का रंग बीज का आकार फली का रंग फली का आकार तने की लंबाई और फूलों की स्थिति को फेनोटाइप'phenotypes' कहा जाता है उदाहरण के लिए फूल का रंग या तो बैंगनी या सफेद हो सकता है दोनों फेनोटाइप हैं फूल का रंग एक फेनोटाइप है और इसी तरह यहां हम इस मटर के पौधों के विशेष मामले में एक सचित्र रूप में देखते हैं फूल का रंग या तो बैंगनी या सफेद होगा बीज का रंग या तो पीला या हरा होगा बीज का आकार गोल या झुर्रीदार होगा गोल से वास्तव में मतलब चिकना गोल या झुर्रीदार होता है फली का रंग या तो हरा या पीला हो सकता है फली का आकार या तो फुलाया या संकुचित स्टेम लंबाई या तो लंबा या बौना हो सकता है और फूल की स्थिति या तो अक्षीय या अंत में टर्मिनल हो सकती है ठीक है तो ये वे कैरिक्टर थे जिनका अध्ययन मेंडेल ने किया था इनमें से अधिकांश कैरिक्टर सरल थे यह सिर्फ संयोग से हुआ कि ये सरल थे और इसलिए इनहेरिटेंस के मूल सिद्धांत मेंडल द्वारा अध्ययन के लिए अमीनॅबॅल बन गए वह इनहेरिटेंस के बुनियादी कानूनों के साथ आ सकते थे जिनमें से अधिकांश सरल इनहेरिटेंस के लिए लागू है अब हम एक कैरिक्टर को देखते हैं ठीक है जो फूल के रंग का है मेंडल ने अपने प्रयोगों की शुरुआत ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स के साथ की ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब है इसका अर्थ है फूल के रंग के संदर्भ में फूल का एक ही रंग सभी पीढ़ियों में सभी ऑफ़्स्प्रिंग में परिणाम होता है ठीक है जिसका अर्थ है कि यह आपस में ट्रू ब्रीडिंग है और इसलिए यदि यह बैंगनी है यदि फूल का रंग बैंगनी है तो आगे की सभी पीढ़ियों में यह बैंगनी है यदि यह सफेद है तो यह आगे की सभी पीढ़ियों में सफेद है इस तरह के पौधों को ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स कहा जाता है और मेंडल ने सावधानी से समय का इस्तेमाल किया यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपने प्रयोगों को शुरू करने से पहले वास्तव में ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स ले रहे हैं इसलिए जब उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स के साथ शुरुआत की बैंगनी रंग के फूलों की पैदावार करने वाले और सफेद रंग के फूलों की पैदावार लेने वाले और उन्होंने उन्हें एक दूसरे के साथ क्रॉस्ट किया पौधे के पराग और मादा भाग को अलग अलग तरीकों से इंटरेक्ट कराया और इस क्रॉस के परिणामस्वरूप पहली पीढ़ी के सभी पौधों में एक बैंगनी फूल निकला यह पेरेंट पीढ़ी है पहली पीढ़ी में केवल बैंगनी फूल थे सफेद फूल का कोई संकेत नहीं था और बीच में कुछ भी नहीं था यह या तो बैंगनी था इस मामले में यह बैंगनी या सफेद था और F1 पीढ़ी में यह सभी बैंगनी था यह अवलोकन थी और उन्होंने बड़ी संख्या में पौधों का अवलोकन किया था और उन्होंने यह जानने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण किया था सांख्यिकीय विश्लेषण का यहाँ ज्यादा मतलब नहीं है उन्होंने इन विभिन्न निष्कर्षों के साथ आने के लिए प्रयोगों के पूरे सेट पर सांख्यिकीय विश्लेषण किया यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ हर चीज के पास केवल बैंगनी फूल थे और फिर उन्होंने जो किया उन्होंने बैंगनी फूलों को आपस में या तो स्वयं परागण या क्रॉस परागित किया ठीक है इस क्रॉस को F1 पीढ़ी के एक और बैंगनी फूल के साथ तो जब ऐसा हुआ F2 पीढ़ी में कुछ अजीब हुआ तीन चौथाई फूल उन्होंने अध्ययन किया था nine twenty nine पौधों में से लगभग तीन चौथाई बैंगनी थे और एक चौथाई सफेद लगभग बहुत बड़ी संख्या के पौधे में तो सफेद रंग जो पहली पीढ़ी में छूट गया था दूसरी पीढ़ी में दिखाई दिया वह वही है जो उन्होंने पाया तो बहुत सारे प्रयोगों सिंगल विशेषताओं दोहरी विशेषताओं के साथ करने के बाद मेंडल परिणामों को समझाने के लिए एक मॉडल के साथ आया जो इस तरह दिए जा सकते हैं जीन या एलील्स के वैकल्पिक संस्करण मान लीजिए कैपिटल P पर्पल के लिए और छोटा p सफेद के लिए इन्हेरटिड कैरिक्टर में भिन्नता निर्धारित करते हैं यह मॉडल का पहला पहलू है दूसरे शब्दों में जीनोटाइप जीन या एलील फेनोटाइप को निर्धारित करते हैं जो अब्ज़र्व्ड कैरिक्टर है P बैंगनी को निर्धारित करता है और छोटा p निर्धारित करता है कि क्या यह सफेद है प्रत्येक कैरिक्टर के लिए जीव दो एलील इन्हेरटिड करता है एक प्रत्येक पेरन्ट से यदि दो एलील अलग अलग हैं जैसे कि कैपिटल P स्मॉल p बजाय दोनों कैपिटल P या दोनों छोटे p होने के तो डॉम्इनॅन्ट एलील P फेनोटाइप को निर्धारित करता है ठीक है उदाहरण के लिए यदि कोई कैपिटल P और स्मॉल p है कैपिटल P का ट्रेट है जो देखा जाएगा दूसरे शब्दों में इसका परिणाम बैंगनी फूलों होगा शब्दावली के संदर्भ में यदि दोनों समान हैं और या दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल तो उन्हें होमो समान ज़ाइगस माना जाता है और जबकि अगर वे अलग अलग हैं तो उन्हें हेटॅरॅ अलगज़ाइगस कहा जाता हैठीक होमोज़ाइगस और हेटरोज़ाइगस ये आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं यह जानना अच्छा है यदि दोनों समान हैं होमो तो होमोज़ाइगस यदि दोनों अलग अलग हैंहेटरो तो हेटरोज़ाइगस हैं एक कैरिक्टर के लिए दो एलील्स अलग होते हैं या सेग्रगेट होते हैं गैमीट गठन के दौरान ठीक है आप अर्धसूत्रीविभाजन के माध्यम से गए होंगे आपने अर्धसूत्रीविभाजन का अध्ययन किया होगा इसलिए आप जानते हैं कि एक युग्मक क्या है यह कोशिका विभाजन के दौरान परिणाम होता है जो रोगाणु कोशिकाओं के माध्यम से गुजरता है यहां हम दो एलील्स के पृथक्करण के बारे में बात कर रहे हैं और मेंडल ने जो कहा वह यह था कि वे युग्मक के निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं और उन्हें अलग अलग युग्मकों अंडे और शुक्राणु कोशिकाओं में रखा जाता है और इसे law of segregation कहा जाता है दो एलील अलग होते हैं उन्हें अलग अलग युग्मकों में रखा जाता है और प्रत्येक कैरिक्टर उदाहरण के लिए फूल का रंग बीज का रंग बीज का आकार ये सभी अलग अलग कैरिक्टर हैं प्रत्येक कैरिक्टर अन्य कैरिक्टर से स्वतंत्र इन्हेरटिड है अभी हम केवल एक कैरिक्टर को देख रहे हैं लेकिन सभी कैरिक्टर एक साथ इन्हेरटिड होते हैं जो हम सभी जानते हैं और मेंडल ने अपनी पढ़ाई के माध्यम से जो कहा वह यह था कि प्रत्येक कैरिक्टर अन्य कैरिक्टर से स्वतंत्र इन्हेरटिड होता है और इसे law of independent assortment कहा जाता है इन दोनों का प्रमुख योगदान माना जाता है 'law of segregation' और 'law of independent assortment' ऐसा क्यों है यह बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा यह बहुत आसान विश्लेषण के लिए खुद को मिश्रित करता है इसलिए यदि आप पहले के प्रयोग को फिर से देखते हैं तो P पीढ़ी में बैंगनी फूल सफेद फूल थे बैंगनी फूल ये ट्रू ब्रीडिंग varieties किस्में थीं और इसलिए बैंगनी फूलों का अर्थ है कि दोनों कैपिटल P हैं और सफेद फूल का मतलब दोनों छोटे p हैं ठीक है दूसरे शब्दों में यहाँ कोई विषमता नहीं है तो युग्मकों के पास इस मामले में दोनों कैपिटल P होंगे और इस मामले में दोनों छोटे p और निषेचन के बाद जीनोटाइप कैपिटल P छोटा p है जिसके परिणामस्वरूप बैंगनी रंग का फूल होता है क्योंकि कैपिटल P डॉम्इनॅन्ट है है ना और इस से युग्मक उनमें से आधे में कैपिटल P होगा और उनमें से आधे में छोटे p होगा और इसलिए F2 पीढ़ी में यदि आप सभी संभावनाओं को देखते हैं तो यह p और p पौधे के शुक्राणु से है और P और p पौधे के अंडों से है और संयोजन PP Pp pP और pp होंगी यदि कम से कम एक कैपिटल P है तो इसका परिणाम बैंगनी रंग का फूल होगा क्योंकि यह डॉम्इनॅन्ट है और इसलिए आपके पास चार में से तीन बैंगनी हैं और चार में से एक सफेद है ठीक है इस तरह का विश्लेषण जहां आप सभी संभावनाओं को देखते हैं शुक्राणु से युग्मक और अंडे से युग्मक के साथ इस तरह के एक स्क्वायर का उपयोग करके उसे पुनेट स्क्वायर'Punnett Square' कहा जाता है ठीक है इस तरह के विश्लेषण में इसका भारी उपयोग किया जाता है यह बहुत अच्छा है अगर आप बहुत जटिल परिस्थितियों से नहीं निपट रहे हैं एक या दो ट्रेट एक या दो कैरिक्टर यह करना काफी अच्छा है यह आपको एक दृश्य महसूस कराता है कि क्या हो रहा है ठीक है जबकि यदि आपके पास यदि आप संभावनाओं के साथ सहज हैं तो यह करने का एक बहुत आसान तरीका है ठीक है हम करेंगे हम थोड़ी देर में उस पर गौर करेंगे यदि आप देखते हैं कि अर्धसूत्रीविभाजन के दौरान क्या हो रहा है तो यह हो रहा है यहां P पीढ़ी मुझे लगता है कि थोड़ा अलग उदाहरण लिया गया है पीले गोल बीज ये दो ट्रेट एक साथ माने गए हैं यह ठीक है और ये हरे झुर्रीदार बीज हैं पीले गोल बीज ट्रू ब्रीडिंग हैं इसलिए YYRR और हरे झुर्रियों वाले बीज yyrr होंगे अर्धसूत्रीविभाजन के दौरान ये युग्मक बनाते हैं ये युग्मक केवल YR होंगे और yr और निषेचन के बाद ये दो संभावनाएँ हैं आइए हम इन्हें एक एक करके देखें ये मिश्रित हो जाते हैं और जिस तरह से ये खुद को व्यवस्थित करते हैं यह Rr Yy होगा कृपया जाएं और अर्धसूत्रीविभाजन के दौरान क्या होता है इस पर एक नज़र डालें विशेष रूप से मेटाफ़ेज़ एक और एनाफ़ेज़ के दौरान एनाफ़ेज़ में ये अलग होने लगते हैं और मेटाफ़ेज़ दो आपके पास ये गैमेट बन गए हैंRY और ry और इसलिए यहाँ युग्मक सभी का परिणाम YR या yr होगाठीक है वैकल्पिक रूप से यदि व्यवस्था इस तरह की है r कैपिटल Y कैपिटल R छोटा y तो एनाफेज के दौरान वे अलग होते हैं जिसके परिणामस्वरूप छोटा r कैपिटल Y कैपिटल R छोटा y और छोटा r कैपिटल Y छोटा r कैपिटल Y यहां कैपिटल R छोटा y कैपिटल R छोटा y यहां इसलिए एक चौथाई आप जानते हैं आठ में से दो कैपिटल R छोटा y है एक चौथाई छोटा r छोटा y एक चौथाई छोटा r कैपिटल Y और एक चौथाई कैपिटल R छोटा y है यह अनिवार्य रूप से इस तरह के अलगाव से उत्पन्न हुआ है यह स्पष्ट हो जाएगा जब हम दो चीजों को एक साथ देखते हैं लेकिन यह आपको पुनेट स्क्वायर के लिए आणविक आधार देता है इस मामले में दो कैरिक्टर लेकिन आप इसे एक कैरिक्टर के संदर्भ में भी देख सकते हैं अब हम संभावनाओं को देखते हैं जैसा कि मैंने कहा यदि आप इसे संभावनाओं के संदर्भ में देखते हैं यदि आप इस तरह से सहज हैं तो विश्लेषण करना बहुत आसान हो जाता है हम इसे लागू करते हैं या हम अभी जो कुछ किया है उस पर नजर डालते हैं हमने अभी जो क्रॉस किया है संभावनाओं के संदर्भ में ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स के बीच क्रॉस के लिए जिसे हमने केवल F1generation में माना था बैंगनी फूल प्राप्त करने की संभावना एक थी सभी बैंगनी थे या तो जिसके परिणामस्वरूप कैपिटल P छोटे p के रूप में ठीक है तो मोनोहीब्रिड मोनो एक कैरिक्टर है हाइब्रिड का मतलब है कि यह दो एलील प्रकारों का मिश्रण है और सफेद फूल मिलने की संभावना शून्य है जबकि F2 पीढ़ी में बैंगनी फूलों को प्राप्त करने की संभावना होमोज़ाइगस स्थिति से या हेटरोज़ाइगस स्थिति से तीन चौथाई उत्पन्न होती है कैपिटल P कैपिटल P होमोज़ाइगस कैपिटल P छोटा p दोनों में ये दोनों प्रकार हेटरोज़ाइगस है और सफेद फूल प्राप्त करने की संभावना एक चौथाई थी सभी संभावित संयोजनों के केवल छोटे p छोटे p से उत्पन्न हुई और इसलिए F2 में हेटरोज़ाइगोट होने की संभावना ¼ ¼ है जो आधा है और आगे इसी तरह आप संभावनाओं के संदर्भ में इस तरह की विभिन्न गणना कर सकते हैं आप विभिन्न विभिन्न चीजों की संभावना पा सकते हैं इसलिए आपको नहीं जाना है और ऐसे स्क्वायर को बनाना है जो कुछ हद तक विस्तृत हैं यदि आप संभावनाओं का उपयोग करने में सहज है यह बहुत आसान हो जाता है जब हम संभावनाओं का उपयोग करते हैं खासकर क्योंकि मेंडेलियन सिद्धांतों के अनुसार कैरिक्टर की inheritanceइन्हेरिटन्स एक दूसरे से स्वतंत्र होती है ठीक है law of independence इस प्रकार हम कई कैरेक्टर्स की एक साथ inheritanceइन्हेरिटन्स की संभावनाओं का विश्लेषण करके उन्हें स्वतंत्र घटनाओं के रूप में मान सकते हैं ठीक है जब हम दो कैरेक्टर्स पर विचार करेंगे तो यह यहाँ स्पष्ट हो जाएगा यह वही है जिसके लिए मैंने आणविक आधार दिखाया था अब हम मेंडल ने जिस तरह से देखा था उसे देखते हैं उसके लिए हमें बीज का रंग पीला या हरा बीज आकार गोल और झुर्रीदार एक साथ इन्हेरिटिड या एक साथ माना हुआ इसी तरह का एक क्रॉस yyrr के साथ YYRR इस मामले में युग्मक YR और yr होंगे निषेचन के बाद यह पूरी तरह से हेटरोज़ाइगस YyRr होने जा रहा है और फिर वे स्वतंत्र रूप से इन्हेरिटिड या स्वतंत्र रूप से मिश्रित होने जा रहे हैं इसलिए बीज का रंग बीज के आकार से स्वतंत्र होगा बीज के रंग का inheritance इन्हेरिटन्स बीज के आकार की inheritance इन्हेरिटन्स से स्वतंत्र होगा यही इसका मतलब है यदि हम सभी संभावनाओं के बारे में यहां एक पुनेट स्क्वायर'Punnett Square' तैयार करते हैं तो आप देख सकते हैं अगर आप गिनती करते हैं कि सोलह संभावनाओं में से नौ पीले और गोल होंगे दोनों डॉम्इनॅन्ट कैरेक्टर्स है सोलह में से तीन गोल और हरे रंग के होंगे सोलह में से तीन पीले और झुर्रीदार होंगे और सोलह में से एक हरा और झुर्रीदार होगा इस तरह से यह दो कैरेक्टर्स के साथ होता है जिसे हम यहां पुनेट स्क्वायर'Punnett Square' का उपयोग करके प्राप्त कर सकते हैं संभावनाओं के संदर्भ में प्लांट के लिए संभावना F2 में दोनों कैरेक्टर्स के लिए होमोज़ाइगस डॉम्इनॅन्ट जीनोटाइप के साथ इसका क्या मतलब है होमोज़ाइगस डॉम्इनॅन्ट जीनोटाइप होमोज़ाइगस 'Homozygous' का अर्थ दोनों समान होना चाहिए 'डॉम्इनॅन्ट' का अर्थ है हमारी शब्दावली में दोनों कैपिटल होने चाहिए है ना तो दूसरे शब्दों में YY और RR की संभावना हम जानते हैं कि YY 14 की संभावना और RR 14 की संभावना और इसलिए क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से इन्हेरिटिड हैं स्वतंत्र वर्गीकरण आप इन्हें गुणा कर सकते हैं ¼ x ¼ अर्थात 116 तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए आप संभावनाओं को गुणा कर सकते हैं अब YyRR जीनोटाइप वाले F2 में एक प्लांट की संभावना ये दोनों स्वतंत्र हैं इसलिए यह RR की संभावना into Yy की संभावना जो कि ½ x ¼ है और वह 18 है से निर्धारित की जा सकती है एक और बात केवल यह स्पष्ट करने के लिए कि आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं यह बहुत आसान हो जाता है यदि आप संभावनाओं के साथ सहज हैं F2 में एक पौधे की संभावना दोनों कैरेक्टर्स के लिए होमोज़ाइगस रिसेसिव जीनोटाइप के साथ होमोज़ाइगस 'homozygous' दोनों समान रिसेसिव दोनों छोटे अक्षरों में हमारी शब्दावली में दूसरे शब्दों में yyrr की संभावना ¼ x ¼ होगी जो कि 116 है और इसी तरह आगे भी आप इस दृष्टिकोण के साथ बहुत अधिक संभावना गणना कर सकते हैं आप तीन कैरेक्टर्स भी ला सकते थे और इसी तरह आगे भी चार कैरेक्टर्स और इसी तरह आप इस तरह से काम कर सकते हैं यहां तीन कैरेक्टर्स हैं हम कहते हैं कि हम निम्नलिखित तीन कैरेक्टर्स में रुचि रखते हैं पुष्प रंग बीज का रंग और बीज का आकार PpYyRr और Ppyyrr के बीच एक क्रॉस से offspring ऑफ़्स्प्रिंग में यह P में हेटरोज़ाइगस है जबकि Y और R में होमोज़ाइगस है और हम कहते हैं कि हम offspring ऑफ़्स्प्रिंग के उस अंश को जानना चाहेंगे जो तीन कैरेक्टर्स में से कम से कम दो के लिए रिसेसिव फेनोटाइप प्रदर्शित करता है यह वही है जिसमें हम रुचि रखते हैं यदि आप Punnett स्क्वायर से गुजरते हैं तो यह कुछ काम है जबकि यदि आप संभावना जानते हैं तो आप जल्दी से यह लिख सकते हैं ठीक है तो कम से कम दो कैरेक्टर्स में रिसेसिव फेनोटाइप्स प्रदर्शित होते हैं इसलिए एक बार में दो लेते हुए तो विभिन्न संयोजनों है ppyyRr ¼ x ½ x ½ 116 या ppYyrr ¼ x ½ x ½ 116 या Ppyyrr ½ x ½ x ½ 18 216 या PPyyrr ¼ x ½ x ½ 116 या हम सभी तीनों के रिसेसिव होने पर विचार कर सकते हैं क्योंकि प्रश्नों के लिए कम से कम दो कैरेक्टर्स के रिसेसिव होने की आवश्यकता होती है इस प्रकार एक और संयोजन है Ppyyrr ¼ x ½ x ½ 116 तो हमें बस इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ना होगा कुल संभावना कम से कम दो रिसेसिव फेनोटाइप्स की संभावना यह इन सभी संभावनाओं का सिर्फ एक जोड़ है जो 616 या 38 निकला है इसलिए इस तरह की बहुत सी संभावनाएं पाई जाती हैं और वे उपयोगी साबित होती हैं जैसा कि हम बाद में कुछ तरीकों से देखेंगे जब हम बीमारियों पर चर्चा करेंगे मुझे लगता है कि इस व्याख्यान को बंद करने का यह सही समय है यहां हमने Mendel's के प्रयोगों को मटर के पौधों के साथ देखा उनके परिणाम और सरल संभावनाओं का उपयोग करके उन परिणामों का विश्लेषण और law of independent assortment जो मेंडल ने खोजा था जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम चीजों को बीमारियों की ओर ले जाएंगे और बीमारियों की भविष्यवाणी करने के लिए मेंडेलियन आनुवंशिकी 'Mendelian genetics' का उपयोग देखेंगे मिलते हैं अगले लेक्चर में